नमस्कार पाठ्यक्रम टू फेज फ्लो एंड हीट ट्रांसफर में आपका स्वागत है आज हम सत्रहवें व्याख्यान के लिए जा रहे हैं और हमारे आज के व्याख्यान का विषय बॉयलिंग हीट ट्रांसफर है आज के व्याख्यान के अंत में हम पूल बॉयलिंग और फ्लो बॉयलिंग के बीच के अंतरों को समझेंगे हम इसके बॉयलिंग कर्व के साथ साथ पूल बॉयलिंग हीट ट्रांसफर के विभिन्न प्रवृत्ति को भी समझेंगे हम यह भी पता लगाएंगे कि सुपरहीट की डिग्री के साथ बुलबुले की डिपार्चर रेडियस कैसे बदलती है हम यह भी देखेंगे कि जब पूल बॉयलिंग की स्थिति में बुलबुला बढ़ रहा हो तो हीट फ्लक्स का मूल्यांकन कैसे किया जा सकता है हम देखेंगे कि फ्लो बॉयलिंग कैसे होती है और एक पाइप के अंदर फ्लो बॉयलिंग कैसे होती है और हम इसके अनुरूप बॉयलिंग कर्व को देखेंगे हम फ्लो बॉयलिंग हीट ट्रांसफर की गणना के तरीकों का पता लगाएंगे आइए जल्दी से देखें कि बॉयलिंग हीट ट्रांसफर क्या है वास्तव में बॉयलिंग उस प्रक्रिया का वर्णन करता है जिसमें आप यह पता लगा रहे होंगे कि हीट देने के कारण लिक्विड से गैस फेज परिवर्तन हो रहा है ठीक है अब बॉयलिंग यदि हम परिभाषित करने या वर्गीकृत करने का प्रयास करते हैं तो पता चलेगा कि इसे दो व्यापक वर्गीकरणों में विभाजित किया जा सकता है वे हैं पूल बॉयलिंग और फ्लो बॉयलिंग पूल बॉयलिंग एक स्थिर पूल के अंदर की जाती है जहां लिक्विड का प्रवाह प्रभावी नहीं है ठीक है तो मुख्य रूप से हम पाएंगे कि फ्लो नेचुरल कन्वेक्शन के कारण हो रहा है और जो भी फ्लो पैटर्न उत्पन्न कर रहा है वह हीट ट्रांसफर द्वारा संचालित है दूसरी ओर यदि आप फ्लो बॉयलिंग को देखते हैं तो फ्लो बॉयलिंग पाइप के अंदर फ्लूइड की गति द्वारा निर्देशित होगा आपके पास फ्लूइड की गति होगी और फ्लूइड का वह वेलोसिटी परिभाषित करेगा कि अंदर कौन सा फ्लो प्रवृत्ति हो रहा है जाहिर है कि फ्लो बॉयलिंग के अंदर फ्लो पैटर्न में भी हीट ट्रांसफर प्रमुख भूमिका निभाएगा तो आइए आगे देखते हैं बॉयलिंग हीट ट्रांसफर को परिभाषित करते समय हम कौन सी सामान्य गलतियाँ करते हैं तो मूल रूप से बॉयलिंग वास्तव में फेज परिवर्तन है और जिसे वाष्पीकरण प्रक्रिया के रूप में कहा जा सकता है तो वाष्पीकरण कुछ और नहीं बल्कि हीट देने से लिक्विड का वेपर में बदलना है अब अगर यह वाष्पीकरण केवल तरल की सतह पर हो रहा है तो हम इसे इवेपोरेशन कहेंगे ठीक है और अगर हमें पता चलता है कि पूरे पूल में बॉयलिंग या वाष्पीकरण हो रहा है ठीक है पूल के बल्क में लिक्विड पूल हम फेज परिवर्तन कर रहे हैं तो हम उसे बॉयलिंग कहेंगे ठीक है इवेपोरेशन और बॉयलिंग के बीच बुनियादी अंतर है यदि फेज परिवर्तन केवल सरफेस पर होता है फ्री सरफेस पर इसे इवेपोरेशन कहा जाता है और यदि यह वॉल्यूमेट्रिक फिनोमेना है तो इसे बॉयलिंग हीट ट्रांसफर कहा जाता है ठीक है यहाँ मैंने बॉयलिंग हीट ट्रांसफर के लिए विशिष्ट उदाहरण दिखाए हैं तो यह माक्रोस्कोपिक विश्लेषण है जिसे आप देख सकते हैं दिखाए गए चित्र में पानी उबल रहा है और यहाँ मैंने आपको कुछ प्रकार की पार्टिकुलेट समझ दी है तो यहाँ अंदर हमारे पास लिक्विड के रूप में अणुओं का घनिष्ठ संघनन था और एक बार जब आप हीट देते हैं तो आप पाएंगे कि कुछ अणु व्यापक रूप से बंध हो रहे होंगे और आपको पता चल जाएगा कि वे वेपर रूप में आ रहे हैं ठीक है अब बॉयलिंग हीट ट्रांसफर के बारे में हमारी सामान्य समझ यह है कि जब भी फ्लूइड और गैस का टेम्परेचर प्रेशर के सेचुरेशन टेम्परेचर के बराबर आ रहा होगा जो कि लिमिट होगी यहाँ से बॉयलिंग शुरू हो जाएगी ठीक है लेकिन अंततः हम पाएंगे कि इस आणविक संघनन अंतर के कारण वेपर का प्रेशर लिक्विड के प्रेशर की तुलना में अधिक होगा तो आप पता लगा सकते हैं कि pg जो की वेपर प्रेशर है वो pf जो की लिक्विड प्रेशर है उससे अधिक है जैसा कि प्रेशर अलग हैं हम यह पता लगाएंगे कि लिक्विड के टेम्परेचर और वेपर के टेम्परेचर समान नहीं हैं आप पाएंगे कि लिक्विड का टेम्परेचर वेपर के प्रेशर के अनुरूप सेचुरेशन टेम्परेचर के करीब करीब है ठीक है अब इस वेपर प्रेशर दाब के अनुरूप सेचुरेशन टेम्परेचर क्या है थर्मोडायनामिक्स में हम पहले ही यह समझ चुके हैं तो आप पानी के लिए भी या किसी पदार्थ के लिए इसका पता लगा सकते हैं इस दिए गए प्रेशर के अनुरूप सेचुरेशन टेम्परेचर क्या है और हम जानते हैं कि टेम्परेचर वास्तव में सेचुरेशन है टेम्परेचर वास्तव में आपके प्रेशर के समानुपाती होता है तो आपको पता चलेगा कि वेपर का प्रेशर लिक्विड प्रेशर से अधिक है वेपर प्रेशर के अनुरूप सेचुरेशन टेम्परेचर लिक्विड प्रेशर के अनुरूप सेचुरेशन टेम्परेचर से अधिक होगा ठीक है इसलिए यदि आप साम्यावस्था के बारे में सोचते हैं जब बॉयलिंग हो रही है और एक बार फिर आप जानते हैं कि पूल साम्यावस्था की स्थिति में आ रहा है तो आप उस सेचुरेशन टेम्परेचर Tsat को लिख सकते हैं ठीक है तो यह और कुछ नहीं बल्कि फ्लूइड का टेम्परेचर है और सेचुरेशन टेम्परेचर है जो द्रव के दबाव के अनुरूप के बराबर होगा तो मूल रूप से लिक्विड और वेपर दोनों फेजेज के लिए सेचुरेशन टेम्परेचर और लिक्विड टेम्परेचर के बीच ये अंतर बराबर होंगे और इसे कहा जाएगा सही है आगे आइए देखें कि पूल बपिलिंग हीट ट्रांसफर कैसे होता है हम पहले प्रवृत्ति के साथ शुरू करेंगे जो कि पूल बॉयलिंग हीट ट्रांसफर है तो शुरुआत में आप पाएंगे कि पूल के अंदर हमारे पास केवल नेचुरल कन्वेक्शन होगा ठीक है हम पहले ही समझ चुके हैं कि हीट ट्रांसफर क्या है तो हम जानते हैं कि नेचुरल कन्वेक्शन क्या है इसका पता तब चलेगा जैसे ही सरफेस जिस पर बॉयलिंग हो रही है वह गर्म है तब हमें पता चलेगा कि लिक्विड में कुछ इस तरह की परिसंचरण सेल्स होंगी ठीक है भारी लिक्विड नीचे आ रहा है और एक बार फिर हीट लेकर ऊपर जा रहा है ठीक है तो अंदर परिसंचरण सेल्स होंगी अब बहुत जल्द आपको पता चल जाएगा कि सतह के ऊपर जब टेम्परेचर बढ़ता है तो आपको पता चल जाएगा कि न्यूक्लियेशन पक्षों पर छोटे आकार के बुलबुले उत्पन्न हो रहे हैं तो यह वास्तव में आप इसे सेकेंडरी क्षेत्र कह सकते हैं और आप इसे पार्शियल न्यूक्लियेट बॉयलिंग कहते हैं तो यह आप कह सकते हैं कि यह न्यूक्लियेट बॉयलिंग का प्रारम्भ है इस क्षेत्र में आप पाएंगे कि बहुत से छोटे बुलबुले सतह पर हैं और आपको पता चल जाएगा कि जब भी इसे आकार की सीमित मात्रा मिलती है तो वे बुलबुले वास्तव में सतह से निकल रहे होते हैं सुपरहीट की डिग्री के आधार पर आकार क्या होगा मैं जल्द ही चर्चा करूंगा आगे आप एक क्षेत्र का पता लगाएंगे जहां आप जानते हैं कि एक सतह से एक न्यूक्लियेशन साईड से बहुत सारे बुलबुले उत्पन्न हो रहे हैं और आप पाएंगे कि वे बुलबुले इतनी तेजी से उत्पन्न होते हैं कि वे एक बबल ट्रेन बना रहे हैं यहां मैंने बबल ट्रेन का एक उदाहरण दिखाया है जिसे आप देखते हैं और यदि बबल ट्रेन बहुत निकट दूरी पर है जिसका अर्थ है कि सतह से तेजी से बुलबुले निकल रहे हैं तो आप पता लगा सकते हैं कि एक लंबवत विलय है और न्यूक्लिएशन की तरफ से एक लंबी फिल्म भी बाहर निकल सकती है अब जैसे ही हम हीट ट्रांसफर को बढ़ाते हैं और जैसे जैसे हम सतह की सुपरहीट की डिग्री बढ़ाते हैं आपको पता चलेगा कि यह फिल्में एक दूसरे के साथ विलय हो रही हैं या यह इस क्षेत्र 2 से शुरू हो सकती है साथ ही सतह पर बुलबुले और भी अधिक संख्या में बन रहे होंगे क्योंकि न्यूक्लियेशन पक्ष संख्या में अधिक से अधिक सक्रिय हो रहे होंगे और आप पाएंगे कि वे बुलबुले एक दूसरे के साथ विलय कर रहे हैं और वे एक क्षैतिज फिल्म बना रहे हैं ठीक है तो इस ट्रांजिशन b में आप वर्टिकल फिल्म का पता लगा रहे होंगे और यहां आपको क्षैतिज फिल्म का पता चलेगा ठीक है फिर किसी स्थिति में आपको पता चल जाएगा कि ठोस सतह के संपर्क में और नया लिक्विड आने की कोई गुंजाइश नहीं है और आपको पता चलेगा कि सतह के ऊपर गैस फेज काबिज़ है तो इसे हम ट्रांजिशन बॉयलिंग कहते हैं ठीक है और अंत में आप पाएंगे कि जब भी यह वेपर फिल्में एक दूसरे के साथ क्षैतिज दिशा में विलय कर रही हैं तो फिल्म पूरी सतह पर कब्जा कर लेती है और आपको एक क्षेत्र मिल जाएगा जिसे फिल्म बॉयलिंग कहा जाता है आइए अब हम बॉयलिंग कर्व को देखने का प्रयास करें बॉयलिंग कर्व का अर्थ है कि हीट फ्लक्स सुपरहीट की डिग्री के साथ कैसे बदलता है यहां मैंने एक विशिष्ट कर्व दिखाया है जिसे आप पहले ज़ोन में पा सकते हैं जो नेचुरल कन्वेक्शन ज़ोन कहलाता है आप पता लगा सकते हैं कि जैसे जैसे हम सुपरहीट की डिग्री बढ़ाते हैं वैसे वैसे हीट फ्लक्स बढ़ता जाता है लेकिन इस ज़ोन में अनिवार्य रूप से आप किसी प्रकार के बुलबुलो का निर्माण नहीं पाएंगे फिर उसके बाद a से b वास्तव में हमारा ज़ोन 2 है जहां आप पाएंगे कि सतह से छोटे बुलबुले उत्पन्न हो रहे हैं और आप जानते हैं कि सुपरहीट की डिग्री के साथ साथ हीट फ्लक्स भी बढ़ रहा होगा बाद में b से c तक आपको पता चलेगा कि बुलबुले क्षैतिज विलय कर रहे हैं और जैसा आप जानते है ये क्षैतिज दिशा में क्षैतिज फिल्म बनाते हैं क्षैतिज दिशा में बड़े बुलबुले आप पा सकते हैं बिंदु c पर आप पाएंगे कि अधिकतम हीट फ्लक्स पहुँच गया है और आप इस बिंदु से प्राप्त कर रहे होंगे हीट फ्लक्स नियंत्रित प्रयोग की स्तिथि में टेम्परेचर में अचानक बदलाव होगा ठीक है क्योंकि आप बिंदु c पर पहुंचने के बाद पाएंगे कि पूरी सतह वास्तव में फिल्म से ढकी हुई है और अचानक सतह का टेम्परेचर बढ़ रहा होगा तो यह बिंदु वास्तव में बहुत बहुत क्रिटिकल है यहाँ से टेम्परेचर अचानक बढ़ जाता है तो इसे वास्तव में क्रिटिकल हीट फ्लक्स बिंदु कहा जाता है ठीक है तो उसके बाद हम उसी हीट फ्लक्स पर पाएंगे अचानक सुपरहीट की डिग्री में भारी बदलाव होगा और अंत में आप बिंदु d के बाद पाएंगे कि हमारे पास सतह पर समग्र फिल्म है जो कि क्षेत्र 5 है और आप जानते हैं कि आपके गैसीय कन्वेक्शन के कारण आपको पता चलेगा कि जैसे ही सुपरहीट की डिग्री बढ़ती है हीट फ्लक्स भी यहाँ बढ़ रहा होगा तो यह कर्व हमेशा बढ़ते रहने के प्रकृति का है ठीक है तो हीट फ्लक्स नियंत्रित प्रयोग के मामले में आप टेम्परेचर के इस अचानक उछाल का पता लगा रहे होंगे ठीक है जब आप हीट फ्लक्स बढ़ा रहे होते हैं और यदि आप इसका उल्टा करते हैं तो इसका मतलब है कि यदि आप हीट फ्लक्स को लगातार कम करते हैं तो आपको पता चल जाएगा कि यह फिल्म बॉयलिंग से शुरू हो रहा है यह इस तरह कम हो जाएगा कि यहां न्यूनतम बिंदु पर आएं जिसे वास्तव में लिटिल लीडेनफ्रॉस्ट बिंदु कहा जाता है ठीक है इस स्तर में क्रॉस बिंदु आप पाएंगे कि फिल्म वास्तव में छोटे छोटे बुलबुले क्षैतिज रूप से छोटे बुलबुलों में टूट रही है और इस बिंदु पर आप पाएंगे कि टेम्परेचर में अचानक गिरावट आई है और आप जानते हैं फिल्म सतह पर छोटे बुलबुले बना रही है और फिर एक बार फिर से न्यूक्लियेट बॉयलिंग का एक छोटा ज़ोन और अंत में आपका कन्वेक्शन जारी है ठीक है लेकिन आपके टेम्परेचर नियंत्रित प्रयोग की स्तिथि में इस प्रकार की अचानक उछाल या गिरावट नहीं देखी जाएगी आपको पता चलेगा कि एक विशेष टेम्परेचर के लिए आपके पास एक विशेष हीट फ्लक्स हैं ठीक है आगे आइए हम पूल बॉयलिंग खंड के अंतर्गत न्यूक्लियेट बॉयलिंग हीट ट्रांसफर के बारे में चर्चा करें तो यहाँ मैंने एक विशिष्ट न्यूक्लिएशन पक्ष दिखाया है तो आम तौर पर न्यूक्लिएशन सेल पक्ष सरफेस रफनेस होते हैं तो आपको पता चल जाएगा कि हालांकि वे बहुत बहुत अनियमित थे लेकिन हम उसे मानकीकृत करने के लिए क्या करते हैं करने के लिए हम यहां इस तरह एक न्यूक्लियेशन पक्ष लेते हैं मैंने आपको v समूहीकृत सतह दिखाई है तो आप देखते हैं कि यह आपका न्यूक्लियेशन पक्ष है आप जानते हैं तो यहाँ शुरुआत में जब भी बुलबुला बन रहा होता है तो आपको पता चलेगा कि न्यूक्लियेशन पक्ष की निम्नतम स्थिति वाष्प के सेंटरोइड के रूप में कार्य कर रही है तो आप यहां पता लगा सकते हैं आप देखते हैं कि शुरुआत में यह गैस लिक्विड इंटरफ़ेस है या नहीं तो आप यह पता लगा सकते हैं कि इसका सेंटरोइड यहाँ कहीं है ठीक है यह आर्क यहाँ कहीं है ठीक है तो आप यह पता लगा सकते हैं कि यह न्यूक्लियेशन पक्ष के डोमेन के नीचे है जैसे जैसे यह वॉल्यूम बढ़ाता है आप पा सकते हैं कि यह इंटरफ़ेस बाहरी दिशा में आगे बढ़ रहा होगा और कुछ समय बाद आप देखेंगे कि यह एक लिमिटिंग ज़ोन में आता है जब इंटरफ़ेस कोनों ने फ्री सरफेस को छुआ है तो फ्री सरफेस का अर्थ है ठोस सतह ठोस सतह की बाहरी परिधि से बाहर निकलती है तो आप देखते हैं कि यह वह बिंदु है जहां बाहरी समतल सतह वास्तव में न्यूक्लियेशन सतह के साथ वर्णन में आ रही है ठीक है न्यूक्लियेशन की तरफ आप देख रहे हैं कि यह क्रिटिकल स्तिथि है तो यहाँ पर भी आप यह पता लगा सकते हैं कि यह उसी केंद्र के साथ कुछ त्रिज्या बना रहा है जो न्यूक्लियेशन पक्ष से बहुत नीचे है ठीक है लेकिन उसके तुरंत बाद आपको पता चल जाएगा कि वेपर लिक्विड इंटरफ़ेस जब बाहर निकला है उस सतह पर आप पाएंगे कि उसे गोलीय तरीके से परिधिक रूप से बढ़ने के लिए अधिक से अधिक जगह मिल रही है और आप पाएंगे कि यह वृद्धि पूल में स्थिर नहीं है और आपको पता चल जाएगा कि द्रव्यमान का केंद्र या आप कह सकते हैं कि इस इंटरफ़ेस के लिएसेंटर ऑफ़ कर्वेचर धीरे धीरे बढ़ रहा होगा और आप पाएंगे कि किसी पॉइंट ऑफ़ टाइम यह ठोस सतह से भी ऊपर आ जाएगा तो यहाँ मैंने विशिष्ट उदाहरण r4 दिया है आप देख सकते हैं कि कौन सा क्षैतिज सतह से ऊपर है अब यदि कोई वेपर के वॉल्यूम के संबंध में कर्वेचर 1 r के इस बदलाव को प्लॉट करने का प्रयास करता है तो उसे पता चल जाएगा या उसे पता चल जाएगा कि शुरुआती चरण में कर्वेचर में 1 r1 से 1 r2 में तेजी से कमी होगी यहाँ मैंने r1 और r2 दोनों को दिखाया है तो बुलबुला वास्तव में बढ़ रहा होगा लेकिन आप जानते हैं कि बुलबुला वॉल्यूम बढ़ा रहा होगा लेकिन आप पाएंगे कि यह त्रिज्या भी बढ़ रही है ठीक है परिणामस्वरूप 1r घटेगा ठीक है फिर एक क्रिटिकल बिंदु के बाद आप पाएंगे कि एक बार फिर से गति की वृद्धि धीमी हुई है तो यह धीमी वृद्धि 1 r2 से1 r3 के कारण है आप यहां पता लगा सकते हैं कि r2 r3 की तुलना में अधिक है तो स्पष्ट रूप से 1r3 अधिक होगा ठीक है और आप कर्वेचर में वृद्धि का पता लगा रहे होंगे लेकिन यह वृद्धि 1 r2 से 1 r1 के दौरान हुई गिरावट की तुलना में धीमी होगी फिर एक बार फिर एक क्रिटिकल बिंदु की रेटिंग करने के बाद यह एक बार फिर 1r3 से 1r4 के बीच बहुत तेजी से गिरेगा यहां महत्वपूर्ण बात यह है कि 1r3 से 1r4 यह है कि इस डोमेन पर सेंटर ऑफ़ कर्वेचर वास्तव में इंटरफेसियल परिधि का केंद्र है जो वास्तव में सतह से बाहर आ रहा होगा ठीक है और यह बहुत जल्दी होता है ठीक है तो यह बुलबुला वृद्धि का विशिष्ट तरीका है और यह सेंटर ऑफ़ कर्वेचर है रेडियस ऑफ़ कर्वेचर आप वॉल्यूम के संबंध में प्लॉट कर सकते हैं ठीक है फिर आइए देखें कि यह रेडियस ऑफ़ कर्वेचर या आप कह सकते हैं कि बुलबुले की त्रिज्या आपके सुपरहीट की डिग्री के संबंध में कैसे बदलती है ठीक है तो इसका वर्णन करने के लिए हम एक बुलबुला लेंगे मान लें कि यह बुलबुला है जिसे हमने मध्य प्लेन से पकड़ा है और आप यह पता लगा सकते हैं कि हमारे यहां 2 अलग अलग फाॅर्स लागू हैं पहले 1 स्पष्ट रूप से प्रेशर फाॅर्स क्योंकि गैसीय प्रेशर लिक्विड प्रेशर के बराबर नहीं होगा पहले ही हमने पिछली स्लाइड में समझाया है और हम यह भी पता लगाएंगे कि सरफेस टेंशन एक प्रमुख भूमिका निभाता है परिधिक परिधि बनाने के लिए इसलिए हम प्रेशर फाॅर्स और सरफेस टेंशन फाॅर्स को संतुलित करने का प्रयास करेंगे इसलिए यदि आप ऐसा करते हैं तो आपको पता चल जाएगा कि जो कि पूरी सतह के बीच प्रेशर ड्रॉप है सरफेस टेंशन है और उस वृत्त की परिधि होगी जिसके साथ सरफेस टेंशन कार्य कर रहा होगा तो अगर हम इन दोनों बराबर करते हैं तो आप पाएंगे कि 2σr हो जाता है ठीक है तो आइए हम लॉर्ड केल्विन द्वारा दिए गए प्रसिद्ध सम्बन्ध केल्विन हेल्महोल्ट्ज़ इंस्ताबिलिटी की मदद लें उन्होंने प्रस्तावित किया कि यदि हमारे पास कुछ करविलिनियर इंटरफ़ेस हैं तो उनका प्रस्ताव है किको के रूप में लिखा जा सकता है जहां P∞ बल्क प्रेशर है ठीक है तो वह लिक्विड में बल्क प्रेशर होगा M आणविक भार है ठीक है गैसीय चरण के लिए r आपके बुलबुले की त्रिज्या के अलावा और कुछ नहीं है और फिर यूनिवर्सल गैस स्थिरांक है तो यहाँ से अगर हम गैसीय चरण के लिए PVM RT का उपयोग करके इस को आपके प्रेशर और वॉल्यूम से बदलने की कोशिश करते हैं तो मैं लिख सकता हूँ

वैसे यहाँ हम पहले ही मान चुके हैं कि वास्तव में 1x कुछ उच्च पद के बराबर है जिसे हम नज़रअंदाज़ कर सकते हैं तो हमने यहाँ पर उच्च पदों की उपेक्षा की है ठीक है तो यहाँ हमारे पास है तो यह वर्णन में आता है अब यहाँ से हम प्राप्त कर सकते हैं तो अब यहाँ आप देखते हैं कि हमारे पास 2 प्रेशर अंतर हैं यह गैसीय फेज और लिक्विड फेज के बीच प्रेशर का अंतर है और यह गैसीय फेज और बल्क के बीच प्रेशर का अंतर है तो आप इसका पता लगा सकते हैं जिसका हम आसानी से उपयोग कर सकते हैं और हम बल्क प्रेशर और इंटरफ़ेस के तत्काल निकट लिक्विड प्रेशर के बीच संबंध का पता लगा सकते हैं तो हम पाते हैं अगर हम उन समीकरणों को घटाते हैं जो मैंने आपको पिछली स्लाइड में दिखाया है तो हमें मिलेगा आगे देखते हैं हम इसे और कैसे सरल बना सकते हैं हम प्रसिद्ध क्लॉसियस क्लैपेरॉन समीकरण की मदद लेंगे तो हम जानते हैं कि क्लॉसियस क्लैपेरॉन समीकरण कहता है तो यहां मैं मान रहा हूं कि लिक्विड के स्पेसिफिक वॉल्यूम की तुलना में आपकी वेपर का स्पेसिफिक वॉल्यूम बहुत अधिक है जिसका अर्थ है कि हम फ्लूइड के बारे में बात कर रहे हैं जहां डेंसिटी अनुपात बहुत अधिक है सही उदाहरण है पानी ठीक है यहां मैं मान रहा हूं कि Vg की तुलना में अधिक है तो हम क्या कर सकते हैं हम इस को नगण्य मान सकते हैं और हम लिख सकते हैं तो हमें बाद में यह प्राप्त करते है जो की के अलावा और कुछ नहीं है ठीक है तो अगर आप इसी तरह आगे भी जारी रखते हैं तो आपको पता चल जाएगा कि और फिर आप इस Vg को जानते हैं कि मैं एक बार फिर pv MRT फॉर्मूला का उपयोग करके इसको परिवर्तित कर सकता हूं तब मुझे वह मिल रहा होगा और 2 टेम्परेचर अब गुणा होंगे एक पहले से ही Tsat के रूप में था दूसरा आपके Vg के कारण आने वाला है तो आप यहाँ पर t2 प्राप्त कर रहे होंगे तो अब यहाँ आप दाएं पक्ष में देखते हैं कि हमारे पास dP और dT हैं यहां हमारे पास एक फ़ंक्शन हैं जो प्रेशर है और प्रेशर और टेम्परेचर पर निर्भर है तो हम इंटीग्रेशन की प्रक्रिया शुरू कर सकते हैं इसलिए हमने यहां इंटीग्रेशन किया है

एक बार जब आप इस इंटीग्रेशन के लिए जाते हैं तो आपको पता चल जाएगा कि और यदि आप सरलीकरण करते हैं तो आपको इस प्रकार का समीकरण प्राप्त होगा अब यहाँ से मैं प्राप्त कर सकता हूँ कि क्या है तो जाहिर है कि यह गुणक दूसरी तरफ जा रहा होगा और हमें यह मिलेगा यह पद एक बार फिर देखें वह था तो पहले ही हमने आपको यहां की स्लाइड में दिखाया है कि क्या है यदि आप यहां देखें तो यह इस पद में 1 का योग होगा ठीक है इसलिए हमने यहां रखा है ठीक है आइए इसे सरल बनाने के लिए आगे की धारणा लेते हैं एक बार फिर वही धारणा है कि से अधिक है और आइए मान लें कि बहुत छोटा है ठीक है तो अगर यह बहुत छोटा है ठीक है और यह वास्तव में की तुलना में बहुत बहुत कम है तो हम पाएंगे कि इस समीकरण को सरल करता है ठीक है ठीक है इसका और सरलीकरण हमें देता है तो आप यहाँ देख सकते हैं कि ∆T का वास्तव में r के साथ व्युत्क्रम संबंध है तो इससे आपको थोड़ा अंदाजा हो जाता है कि जब भी हमारे पास सुपर हीट की वैरिएबल डिग्री होगी तो आपका बबल रेडियस क्या होगा ठीक है तो यह समीकरण एक बुलबुले के डिपार्चर रेडियस का पता लगाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है ठीक है आगे हम यह देखने की कोशिश करते हैं कि बुलबुला उस स्थिति में कब बढ़ रहा है न्यूक्लियेट बॉयलिंग की स्थिति में क्या होता है ठीक है अब न्यूक्लियेट बॉयलिंग में बुलबुले की वृद्धि को समय के आधार पर 2 भागों में वर्गीकृत किया जा सकता है तो पहले भाग को वास्तव में इनिशियल ग्रोथ पीरियड कहा जाता है ठीक है इनिशियल ग्रोथ पीरियड में आप पाएंगे कि बुलबुले के नीचे एक पतली वैज आकर की लिक्विड लेयर होगी दूसरी ओर इनिशियल ग्रोथ पीरियड Tg के बाद आप पाएंगे कि हमारे पास फाइनल ग्रोथ पीरियड है जहां आपको पता चलेगा कि हमारे पास 2 लेयर्स हैं ठीक है पहली लेयर को वास्तव में माइक्रो लेयर कहा जाता था और दूसरी ग्रोथ पीरियड की स्तिथि में आप पाएंगे कि माइक्रो लेयर के अलावा हमारे पास एक और भाग है जिसे मैक्रो लेयर कहा जाता है ठीक है तो यहां आप पता लगा सकते हैं कि यह माइक्रो लेयर थी और वहां पर हमारे पास मैक्रो लेयर हैं मैक्रो लेयर और माइक्रो लेयर के जंक्शन पर रेडियस ऑफ़ कर्वेचर में परिवर्तन होगा तो मैक्रो लेयर और माइक्रो लेयर के जंक्शन पर कर्वेचर सतत नहीं रहेगी ठीक है अब अगर हम यह पता लगाने की कोशिश करें कि इस बुलबुले के ग्रोथ पीरियड के दौरान हीट फ्लक्स क्या होगा तो चलिए उदाहरण के लिए इस चित्र को लेते हैं यहां मैंने आपको दिखाया है कि यह डोमेन वास्तव में लिक्विड लेयर है जिसे माइक्रो लेयर कहा जाता है यहां हमारे पास मैक्रो लेयर है इसके अलावा हमने एक ऐसे क्षेत्र पर भी विचार किया है जिसे ड्राई आउट क्षेत्र कहा जाता है जहां लिक्विड गर्म ठोस के संपर्क में नहीं है तो यदि आप बाहरी परिधि के अलावा विचारणीय बुलबुले के इन सभी 3 क्षेत्रों पर भी पर विचार करते हैं तब हम प्राप्त करेंगे कि ड्राई आउट क्षेत्र के लिए हीट फ्लक्स 0 हो जाएगा क्योंकि गैस और ठोस सतह के बीच सीधा संपर्क होता है और मैक्रो लेयर और माइक्रो लेयर क्षेत्र में हम का पता लगा सकते हैं और आप जानते हैं कि माइक्रो लेयर मोटाई और मैक्रो लेयर मोटाई वहां पर वर्णन में आएगी ठीक है क्योंकि मास लोस लेयर लोस की मोटाई के सीधे आनुपातिक होगा ठीक है तो यहाँ यह विभिन्न त्रिज्याओं से भिन्न होगा इस का उपयोग करना वास्तव में ड्राई आउट क्षेत्र था वास्तव में माइक्रो लेयर की आपकी चरम सीमा है rc मैक्रो लेयर की आपकी चरम सीमा है और अंत में आपका यह कैपिटल rd बुलबुला का व्यास था ठीक है अब यहाँ मैंने आपको दिखाया है कि जब भी हम इसे इन सीमाओं में इंटीग्रेट करेंगे तो क्या होगा यहाँ यह जोनल बेस हीट फ्लक्स था जिसे मैंने तात्कालिक और एक विशेष स्थिति में दिखाया है यदि आप इंटीग्रेशन करते हैं तो आपको पहले और दूसरे के लिए यह समीकरण प्राप्त होगा हमें कुछ भी नहीं मिलेगा इसलिए यहां हमने 0 लिखा है क्षमा करें पहले के लिए हमें कुछ नहीं मिलेगा लेकिन यहां हमें क्षेत्र के आधार पर इंटीग्रेशन करना होगा जो हमने किया है ठीक है आगे देखते हैं कि न्यूक्लियेट बॉयलिंग की स्थिति में किस प्रकार के कोरिलेसन उपलब्ध हैं तो न्यूक्लियेट बॉयलिंग हीट ट्रांसफर के लिए सबसे अच्छा ज्ञात कोरिलेसन रोहसेनो कोरिलेसन है तो रोहसेनो कोरिलेसन के मामले में आप पाएंगे कि हमारे यहां बहुत से एम्पिरिकल स्थिरांक भी हैं ठीक है तो आप देखते हैं कि रोहसेनो कोरिलेसन है जो न्यूक्लियेट बॉयलिंग जोन में हीट फ्लक्स है और यह वास्तव में इस del से जुड़ा है जो आपके सतह के टेम्परेचर के अलावा और कुछ नहीं है तो यहां अन्य गुण फ्लूइड के गुण हैं जिन्हें आप विशिष्ट फ्लूइड संयोजनों से पता लगा सकते हैं लेकिन और n ये 2 एम्पिरिकल स्थिरांक हैं और रोहसेनो उन्होंने विभिन्न प्रकार के फ्लुइड्स दिए हैं और उन्होंने उल्लेख किया है कि स्थिरांक के मान क्या होंगे पानी के लिए 0 013 और n 1 का उपयोग कर सकते हैं ठीक है इसी तरह आपके न्यूक्लियेट बॉयलिंग हीट ट्रांसफर की तरह ही क्रिटिकल हीट फ्लक्स का पूर्वानुमान करना भी बहुत महत्वपूर्ण है तो क्रिटिकल हीट फ्लक्स होगा ठीक है और यह सहसंबंध कुटटेलादजे द्वारा 1951 में दिया गया है यहाँ एम्पिरिकल स्थिरांक है और उन्होंने प्रस्तावित किया है कि एम्पिरिकल स्थिरांक को 0149 के रूप में लिया जा सकता है इसी तरह फिल्म बॉयलिंग क्षेत्र के लिए हमारे पास बहुत सारे कोरिलेसन हैं सबसे प्रसिद्ध है ब्रोमली कोरिलेसन जो 1950 में दिया गया है उन्होंने यह कोरिलेसन दिया है यहां आप यह भी देखते हैं कि हमें के एक फंक्शन के रूप में फिल्म बॉयलिंग हीट फ्लक्स मिलता है जो आपकी सतह सुपरहीट है तो अन्य सभी गुण वास्तव में फ्लूइड गुण हैं तो आप फ्लूइड संयोजन गुणों का पता लगा सकते हैं और फिल्म बॉयलिंग की स्थिति में कुल हीट फ्लक्स को के रूप में लिखा जा सकता है क्योंकि फिल्म बॉयलिंग की स्थिति में सतह का टेम्परेचर बहुत अधिक होगा इसलिए रेडिएशन को नज़रअंदाज़ नहीं किया जा सकता है तो रेडिएशन हीट ट्रांसफर में भी हमें इस तरह से गणना करने की आवश्यकता है मैंने दिखाया है कि यह हम सभी के लिए बहुत आम है कि रेडिएशन हीट फ्लक्स को कैसे माना जा सकता है ठीक है आगे हम फ्लो बॉयलिंग के बारे में देखते हैं फ्लो बॉयलिंग के मामले में हम इस चित्र को जानते हैं जो आपको पहले से ही पता है इसे मैंने आपको पहले व्याख्यान में दिखाया है ताकि अगर हम एक पाइप गर्म करना शुरू करें ठीक है जिसमें पानी है या कोई लिक्विड बह रहा है तो आपको शुरुआत में पता चल जाएगा हमारे पास बुलबुली प्रवाह हैं छोटे बुलबुले उत्पन्न हो रहे हैं और फिर वे सभी बुलबुले विलीन हो जाएंगे और एक स्लग बबल का निर्माण करेंगे फिर आपको यहाँ पर अनुलर फिल्म मिल रही होगी ठीक है तो वाल में आप ट्यूब के अंदर की वाल में पता लगा रहे होंगे आप लिक्विड का पता लगा रहे होंगे और फिर हम संरोहण के साथ अनुलर प्रवाह का पता लगाएंगे इस पर भी हमने विस्तार से चर्चा की है और अंत में हमारे पास ड्रॉपलेट प्रवाह होगा जो कमोबेश इस बुलबुले प्रवाह के समान है लेकिन विपरीत तरीके से ठीक है अंत में आप एक बार फिर सिंगल फेज फ्लो का पता लगाएंगे कुछ महत्वपूर्ण चीजें जिन्हें हमें यहां ध्यान देने की आवश्यकता है यह है कि किसी समय आपको पाइप के सूखने का पता चलेगा ठीक है तो यह वह बिंदु है जहां आपको पता चलेगा कि पाइप लिक्विड के संपर्क में नहीं है तो आप इस बिंदु पर ड्राई आउट होगा और इस बिंदु पर आप पाएंगे कि वाल का टेम्परेचर अचानक बढ़ रहा है तो आप देखते हैं हमारे पास एक स्थिर लगभग स्थिर टेम्परेचर है और जब भी ड्राई आउट होगा उस ट्यूब वाल के लिए टेम्परेचर में अचानक वृद्धि होगी तो यह आपके फ्लो बॉयलिंग की स्थिति के लिए बहुत विशिष्ट विशेषता है यदि हम फ्लो बॉयलिंग कर्व प्लॉट करना चाहते हैं तो इसका मतलब है कि q और के बीच प्लॉट यदि आप फ्लो बॉयलिंग के लिए करना चाहते हैं तो आपको पता चल जाएगा कि कर्व कुछ कुछ नेचुरल कन्वेक्शन न्यूक्लियेट बॉयलिंग जैसा ही है और फिर अंत में क्रिटिकल हीट फ्लक्स है और फिर फिल्म बॉयलिंग लेकिन स्पष्ट रूप से प्रवाह के कारण जो कुछ भी आपके पास हीट ट्रांसफर गुणांक है वह बढ़ रहा होगा और आप यह पता लगा सकते हैं कि फ्लो वॉल्यूम कर्व न्यूक्लियेट बॉयलिंग या पूल बॉयलिंग कर्व की तुलना में उच्च पक्ष में होगा ठीक है तो यहां भी आप सिंगल फेज कन्वेक्शन न्यूक्लियेशन फिर ट्रांजीशन देख सकते हैं अंत में यह आपका ड्राई आउट या क्रिटिकल हीट फ्लक्स है और फिर हम एक हिस्सा ले रहे हैं हम फिल्म बॉयलिंग की बात कर रहे हैं जिसकी मैंने पहले चर्चा की है अगला फ्लो बॉयलिंग की स्थिति में देखते हैं हम हीट ट्रांसफर गुणांक का पता कैसे लगा सकते हैं कुछ कोरिलेसन हैं सबसे प्रसिद्ध है कांदलीकर कोरिलेसन जिन्होंने 1990 में यह कोरिलेसन दिया है इसलिए उन्होंने उल्लेख किया है कि टू फेज फ्लो प्रवाह बॉयलिंग कोरिलेसन h हीट ट्रांसफर गुणांक को के रूप में लिखा जा सकता है तो यहाँ देखें Co वास्तव में कवेक्शन नंबर है क्योंकि आप जानते हैं कि फ्लो बॉयलिंग में कन्वेक्शन महत्वपूर्ण पैरामीटर है और Bo बॉयलिंग नंबर है जो बॉयलिंग हीट ट्रांसफर के लिए महत्वपूर्ण है F fl फ्लूइड पर निर्भर पैरामीटर है तो कांदिलिकर ने क्या प्रस्तावित किया है उसने इन सभी एम्पिरिकल स्थिरांक को प्रस्तावित किया है इन सभी एम्पिरिकल स्थिरांक को उन्होंने इस तरह कन्वेक्टिव क्षेत्र और न्यूक्लियेट क्षेत्र के लिए प्रस्तावित किया है तो आप इन मानों को उठा सकते हैं और हमेशा पता लगा सकते हैं कि टू फेज फ्लो हीट ट्रांसफर गुणांक क्या है इसी तरह एक फिल्म बॉयलिंग की स्तिथि में फ्लो बॉयलिंग की स्थिति में कोई इस तरह से हीट ट्रांसफर गुणांक का पता लगा सकता है तो हीट ट्रांसफर गुणांक और यह का इस तरह से पता लगाया जा सकता है ये सभी वास्तव में फ्लूइड पर निर्भर पैरामीटर हैं g के अलावा तो एक बार जब हम फ्लो रेट का मान जान लेते हैं तो आप g का मान ज्ञात कर सकते हैं आप यहाँ इन सब फ्लूइड पर निर्भर पैरामीटर का पता लगा सकते हैं केवल यह वास्तव में आपकी सुपर हीट की डिग्री है यहाँ हम एम्पिरिकल स्थिरांक f और s को भी प्राप्त कर रहे हैं आइए इस व्याख्यान को संक्षेप में प्रस्तुत करते हैं तो इस व्याख्यान में हमने क्या किया है हमने पूल बॉयलिंग और फ्लो बॉयलिंग की स्थितियों के बारे में चर्चा की है हमने बुलबुले के लिए डिपार्चर डायमीटर का पता लगा लिया है जब भी हमारे पास सुपर हीट की अलग अलग डिग्री होती है तो हमने न्यूक्लियेट बॉयलिंग और फिल्म बॉयलिंग के मामलो में लोकप्रिय कोरिलेसन का पता लगाया है और अंत में हमें पता चला है कि आपके चेन और कांडलीकर समीकरणों के मामले में फ्लो बॉयलिंग के एम्पिरिकल स्थिरांक क्या होंगे ठीक है आइए इस व्याख्यान के अंत में आपकी समझ का परीक्षण करें तो यहां हमारे पास 3 प्रश्न हैं बॉयलिंग की घटना होती है हमारे पास 4 उत्तर हैं केवल मुक्त सतह पर गैस ठोस इंटरफ़ेस पर सैचुरेशन से कम टेम्परेचर पर और पूरे लिक्विड पूल में तो इनका उल्लेख हमने इस व्याख्यान की तीसरी स्लाइड में किया है तो जवाब है पूरे लिक्विड पूल में ठीक है तो अगर यह केवल मुक्त सतह पर है तो वहां आपका इवेपोरेसन होगा ठीक है अगला प्रश्न बॉयलिंग के लिए आवश्यक शर्त तो हमारे पास 4 जवाब हैं और K ठीक है तो मुझे लगता है कि आप सभी को इसका जवाब पता है तो उत्तर है ठीक है तीसरा प्रश्न फ्लो बॉयलिंग में हीट ट्रांसफर गुणांक है पूल बॉयलिंग से अधिक पूल बॉयलिंग से कम झुकाव पर निर्भर करता है और पाइप ज्यामिति पर निर्भर करता है ठीक है पहले से ही हमने एक ग्राफ का उपयोग करके तुलना की है कि कैसे हीट ट्रांसफर गुणांक वास्तव में पूल बॉयलिंग और फ्लो वॉल्यूम स्थितियों पर निर्भर है तो स्पष्ट रूप से उत्तर है पूल बॉयलिंग से अधिक ठीक है तो इसी के साथ मैं इस व्याख्यान को समाप्त कर रहा हूँ धन्यवाद